आज के पाठ में आपका स्वागत है यह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल कोर्स में पाठ 20 है आज हम कुछ नए प्रोग्रामिंग एलिमेंटतत्व को देखने जा रहे हैं जैसे कि टाइमर काउंटर इत्यादि जोकि आरएलएल प्रोग्रामिंग में उपयोग किए जाते हैं हम उनके अर्थ को समझने जा रहे हैं और वास्तव मेंलेकिन इंडस्ट्रियल प्रोग्राम उपयोग को जानेंगे जो यह है ताकि एक छात्र को परिचित किया जा सके या वह उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टाइमर का वर्णन करने में सक्षम हो वह एक काउंटर का वर्णन करने में सक्षम होगावह सरल समस्याओं के लिए आरएलएल प्रोग्राम का निर्माण करने में सक्षम होगा जिसमे टाइमर और काउंटर का उपयोग होता हैंऔर वह कुछ प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर और अंक गणितीय निर्देशों से भी परिचित हो सकेगा जो किसी भी प्रोग्राम की तरह ही आवश्यक हैंआपको ईफ एल्स प्रोग्रामकी आवश्यकता है तो एक छात्र विभिन्न प्रकार के टाइमर जोकि डिले लैडर लॉजिक में उपयोग किए जाते हैं उन्हें वर्णित करने में सक्षम होगा और एक काउंटर को वर्णित करने में योग्य होगा और वह सामान्य आर एल एल प्रोग्राम जो प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट हैंऐड स्टेटमेंट हैंआपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है इसलिए यहां भी आपको ऐसे निर्माण की आवश्यकता है इसलिए संपूर्ण प्रोग्राम लिखने के लिए वे कभी कभी आवश्यक होते हैं इसलिए हम उनमें से कुछ से परिचित होंगे निश्चित रूप से हमें इस संदर्भ में याद रखना चाहिए कि वास्तविकरिले लैडर लॉजिक प्रोग्राम अक्सर कुछ हद तक नॉन स्टैण्डर्ड होते हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष निर्माता निर्माण का अनुसरण कर रहे हैं लेकिन यह बहुत संभावना है कि इनमें से अधिकांश निर्माण होंगे प्रत्येक पीएलसी निर्माता प्रोग्रामिंग मरम्मत टूल में पाए जाते हैं इसलिए उन्हें एक सार रूप में समझना अच्छा है और फिर यदि आप किसी विशेष पीएलसी का उपयोग करने जा रहे हैं फिर ऐसे निर्माणों के लिए विशेष मैनुअल देखें इसलिए इससे पहले कि हम टाइमर और काउंटरों का उपयोग करें हम उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं इसलिए हमने देखा डाई प्रेस के हमारे पिछले उदाहरण पर एक दूसरा नज़र डालें इसलिए यहां एक डाई प्रेस है जहां मूल रूप से पिस्टन ऊपर या नीचे ले जाता है इस पर निर्भर करता है कि अप सॉलोनॉइड या डाउन सॉलोनॉइड सक्रिय है यह आप हाइड्रोलिक पावर को पिस्टन की ओर उपवार्ड या डाउनवार्ड भेज सकते हैं इसलिए डाई ऊपर या नीचे चलती है और यहां दो सेंसर हैंअप्पर लिमिट स्विच और लोअर लिमिट स्विच जो एंड पोजीशन को डाई तक भेजता है इसलिए हम पहले के समाधान पर एक नज़र डालते हैं जिसे हमने पहले प्रस्तावित किया थाएक पिछले पाठ में इसलिए यहाँ हमने क्या किया हैयहाँ हम एक प्रस्ताव देते हैं एक आरएलएल कार्यक्रम जो केवल सामान्य रूप से और NO पर उपयोग करता है जो नॉर्मल ओपन है यानी कि वह सामान्य रूप से ओपन रहता है और उन्होंने सामान्य रूप से कांटेक्ट क्लोज कर दिया वास्तविक इनपुट कांटेक्टसाथ ही कुछ अक्सिल्लरी कांटेक्ट और कुछ आउटपुट कॉइल अब यहां क्या होता है आइए हम बताते हैं कि हम शुरू में मान लेते हैं मान लीजिए कि डाउन सोलेनोइड है तो डाउन सोलेनोइड का मतलब है कि यह ऑन है इसलिए यह तब है जब यह स्पष्ट रूप से है क्योंकि आपके पास एक NC कांटेक्ट है इसलिए अप सोलेनोइड ऑफ है इसलिए डाई प्लेटफ़ॉर्म नीचे आ रहा हैजब यह नीचे आता है तो तब डाउन लिमिट स्विच बनाता है और नीचे का लैंप ऑन हो जाएगा इसलिए यह एक के पास जाता हैतुरंत क्या होगा वह यह है किपहले पथ था पथ जो कनेक्शन के लिए पीछा किया जा रहा था इसलिए यह नीचे सोलेनोइड ऑफ हो जाएगा तो अब इस स्थिति में डाउन सॉलोनॉइड ऑफ है और ऊपर का सॉलोनॉइड ऑफ है इसलिए पिस्टन धीमा हो रहा है कोई बल नहीं है जो इसे नीचे की ओर खींचेइसलिए यह धीमा हो रहा है अब इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो डाउन लैंप इस पल के लिए ऑन है इसलिए इस पोजीशन में डाउन लैंप ऑन है और डाउन सॉलॉइड ऑफ हो गया है तो अब यहाँ क्या होता है डाउन लैंप चालू है इसलिए यह ऑन हो जाता है जबकि डाउन सोलेनोइड अब भी ऑन है इसलिए यह भी है क्योंकि डाउन सोलनॉइड ऑफ है इसलिए और यह सामान्य रूप से क्लोज्ड कांटेक्ट है क्योंकि यह सामान्य रूप से क्लोज्ड कांटेक्ट हैइसलिए जब डाउन सोलनॉइड ऑफ होता है तो यह ऑन है तो इसलिए तुरंत अप सॉलोनॉयड ऑन हो जाता है इसलिए आप देखते हैं कि आम तौर पर a के लिए डाई प्रेस के लिए डाई को नीचे आना पड़ता है मान लीजिए कि यह एक शीट मेटल है जिस पर आप एक विशेष रूप में प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं यह नहीं चाहते कि जिस क्षण यह नीचे आता है वह तुरंत ऊपर चला जाता है आप चाहते हैं कि यह संभव है कि थोड़ी देर रुकें और फिर अगले स्टाम्प के लिए ऊपर जाएं इसलिए अब यह बहुत आम है तो यहां है कि अप सोलेनाइड और डाउन सोलेनाइड के बीच टाइम डिले की आवश्यकता हैजब डाउन लैंप ऑन होता है उस समय सोलेनाइड फिर से एनर्जाइज होता है और हमें डिले की आवश्यकता है मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि कई बार हमें इस प्रकार के डिले इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए आवश्यक हैं और आज हम यह देखेंगे कि इस प्रकार के डिले कैसे उत्पन्न किए जाते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और हम वास्तव में इस समस्या का हल कुछ समय बाद देखेंगे लेकिन पहले हम टाइमर पर नजर डालेंगे जोकि डिले उत्पन्न करते हैं स्टॉप अब यहां मैं यह बताना चाहता हूं टाइमर जैसे कि आप सब जानते हैं और हमने इसका परिचय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में किया था यह टाइमर वास्तव में हार्डवेयर टाइमर है वास्तव में हार्डवेयर टाइमर का उपयोग पीएसी में भी कर सकते हैं तब आपके पास एक अलग टाइमर कार्ड होगा लेकिन इस मामले में हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यह वास्तव में एक कोड का एक टुकड़ा है जो कुछ आउटपुट सही का दावा करने में देरी पैदा करता है तो एक टाइमर का उद्देश्य देरी पैदा करना है टाइमर का पहला उद्देश्य है ढीले का निर्माण करना और कितना डिले चाहिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं और दूसरा उद्देश्य है वास्तव में टाइमर में दो रजिस्टर होते हैं एक को प्रीसेट रजिस्टर कहा जाता है और दूसरे को टाइमिंग रजिस्टर कहा जाता है इसलिए प्रीसेट रजिस्टर वास्तव में सेट किया जाता है जब भी आप प्रोग्राम में टाइमर बनाते हैं आप वास्तव में सेट करते हैं प्रीसेट रजिस्टर को एक विशेष मूल्य से लोड हो करते है और यह स्थिर रहता है जबकि टाइमिंग रजिस्टर उस समय के दौरान जब टाइमर काम कर रहा है सक्रिय है टाइमिंग रजिस्टर पीएलसी की आंतरिक घड़ी से पल्स का उपयोग करके बढ़ता जाता है इसलिए इसे किसी भी बाहरी क्लॉक की आवश्यकता नहीं है कभी कभी यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं उदाहरण के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि काउंटर वास्तव में अतिरिक्त एक्सटर्नल क्लॉक पर काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम एक विशेष समय चाहते हैं इसलिए सामान्य इंटरनल क्लॉक से निर्णय लेते हैं इसलिए जैसे जैसे क्लॉक पर समय की पल्स आ रही है वैसे वैसे समय रजिस्टर में वृद्धि होती रहती है और जब इसका वॉल्यू इससे अधिक हो जाता है तो हर बार a वहाँ टाइमिंग रजिस्टर और प्रीसेट रजिस्टर की तुलना होती है इसलिए कुछ समय बाद ऐसा होता है कि टाइमिंग रजिस्टर का मूल्य प्रीसेट रजिस्टर के मूल्य से अधिक हो जाएगा जिस टाइमिंग टाइमर टाइमिंग करना रोक देगा यही समय रजिस्टर इंक्रीमेंट होना बंद कर देगा और आउटपुट का दावा किया जाएगा तो हम आउटपुट का दावा कर सकते हैं जब TR PR ठीक है अब यह होता है जब टाइमर एक्टिव तो जब यह टाइमर आते हैं तो इसे दो तरह के लॉजिक से कंट्रोल किया जा सकता है पहले लॉजिक को इनेबलसक्षम या रीसेट लॉजिक कहा जाता है इसलिए जब भी यह लॉजिक शून्य हो जाता है तो टाइमर इनेबल नहीं होता है यह निष्क्रिय है और आउटपुट कॉयल 1 पर रीसेट हो जाता है तो आउटपुट कॉइल 1पर रिसेट होता है इसीलिए इसे रिसेट लॉजिक 0 पर रिसेट मुझे माफ करिए रीसेट शून्य पर होता है इसी तरह अब अब जब इसे इनेबल किया जाता है तो उस समय इसे 2 बार इनेबल किया जाता है लेकिन क्या यह वास्तव में समय है या नहीं कि फिर से इस रन लॉजिक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए जब यह रन लॉजिक इनेबल हो जाएगा उस समय आंतरिक क्लॉक से केवल टाइमिंग पल्स आती है और टाइमिंग रजिस्टर कब पहुंचती है बाकी हर समय पर यह नहीं होता हैठीक है इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में उल्लेख करते समय हमने उल्लेख किया है हमारे पास है हमने वास्तव में इसे एक सिंगल कांटेक्ट रखा है हम एक जटिल लॉजिक को लागू कर सकते हैं जिसके आधार पर हम सक्षम करना चाहते हैं या हम रन लॉजिक पर जोर देना चाहते हैं उसके लिए हम अतिरिक्त रुंग डाल सकते हैं और जो वास्तव में लॉजिक को प्रोग्राम करेगा और फिर अंत में जब लॉजिक संतुष्ट हो जाएगा या नहीं तो उसे एक आउटपुट कॉइल द्वारा प्रतीकित किया जाएगा वह आउटपुट कॉइल कॉन्टैक्ट हम यहां डाल सकते हैं इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आपको इसे हमेशा बहुत ही सरल तर्क बनाना होगाआप इसे जितना चाहें उतना कॉन्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हैंइसलिए यह एक बुनियादी टाइमर है टाइमर डिले पैदा करते हैं इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के डिले हो सकते हैं और उन सभी को इस बुनियादी टाइमर मॉड्यूल द्वारा महसूस किया जा सकता है इसलिए पुनरावृत्ति करने के लिए हमने रीसेट लॉजिक इनेबल किया है जहां टाइमिंग रजिस्टर शून्य पर आयोजित किया जाता है जब यह डी एनर्जेटिक या शून्य होता है और टाइमर को इनेबल किया जाता है जब यह एक होता है तो उस समय टाइमर क्लॉक पल्स को प्राप्त करने और अपने मूल्यों को बढ़ाने के लिए तैयार होता है इसी तरह हमने लॉजिक रन किया है जहां टाइमिंग रजिस्टर इंटरनल क्लॉक को इन्क्रीमेंट करता है जब इनेबल रीसेट लॉजिक एक होता है जो कि टाइमर इनेबल होता है और रन लॉजिक भी एक है बस मैं जो कहता हूं इसलिए अब हम विभिन्न टाइमर प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं पहले ON डिले टाइमर है तो यहाँ हम कह रहे हैं कि यदि इनपुट टाइमर और इनपुट और आउटपुट के बीच डिले निर्माण करता है तो यहाँ हम कहते हैं कि यदि इनपुट सिग्नल ऑनहो जाता है तो आउटपुट सिग्नल थोड़ा डिले के बाद ऑन हो जाएगा उस डिले को इसीलिए इसे ON डिले कहा जाता है इसलिए आउटपुट सिग्नल ऑन होने पर डिले के बाद ऑन होता है और लेकिन अगर इनपुट सिग्नल ऑफ हो जाता है तब आउटपुट सिग्नल तुरंत ऑफ हो जाता है इसलिए ऑफ होने में डिले नहीं होती है ऑन होने में डिले होती है इसीलिए इसे ON डिले टाइमर कहा जाता है इसी तरह यहाँ ध्यान दें यहाँ फिर से यह ऑन हो जाता है इसलिए यहाँ फिर से ऑनहो जाता है अब टाइमर यदि यह ऑन रहता तो टाइमर ON होता कहीं न कहीं टाइमर यहाँ होता होता इस विलंब के कारण लेकिन दुर्भाग्य से इनपुट ऑफ हो गया दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इनपुट ऑफ हो गया इससे पहले कि यह विलंब समाप्त हो सके तो टाइमर भी ऑफहो गया और वह डिले मूल्य मिट गया इसलिए टाइमर कभी ऑफ नहीं हुआ इसी तरह अब हम देखेंगे कि हम अपने पुराने टाइमर का उपयोग करके डिले टाइमर पर आसानी से रेअलीज़े कर सकते हैं तो अब यहाँ सर्किट है यहाँ एक RLL लॉजिक सर्किट है या जितने भी रंग हैं जो निर्माण करते हैं जो एक बेसिक टाइमर यूनिट लेता है यह बेसिक टाइमर यूनिट है जिसे हमने देखा है इसे ले जाता है और इसे दूसरे रग के साथ जोड़ देता है और ON डिले टाइमर बनाता है कैसे इसलिए मान लें कि हमने दबाया है हमने इस इनपुट पर ज़ोर दिया है और हम चाहते हैं कि जब आपने इस आउटपुट को दबाया तो तुरंत उच्च हो जाता है इसलिए तुरंत जब हमने यह आउटपुट उच्च हो जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि अन्य आउटपुट हैट OP002 वास्तव में उच्च हो एक छोटी डिले के बाद इसलिए ऐसा क्या होता है यह जब भी यह होता है OP001 आगे बढ़ता है इसलिए आप देखते हैं कि रन लॉजिक इनेबल है और इनेबल रीसेट लॉजिक भी इनेबल है जिसका अर्थ है कि टाइमर टाइप कर रहा है अब समय आ रहा है इसलिए और जब डिलेजबइसलिए टाइम इंस्टैंस आंतरिक क्लॉक पल्स के साथ बढ़ रही है और जब यह उस समय पूर्व प्रीसेट रजिस्टर को पार कर जाएगा तो OP002 सिग्नल ऊपर जाएगा इसलिए यह गलत है इसलिए आपने एक डिले का निर्माण किया है अब डिले क्या है इसलिए इतना ऑन डिले है तो यह ऑन डिले है दूसरी ओर देखें जिस क्षण यह ऑफ हो जाता है उसी क्षण यह ऑफ हो जाता है रुंग ये दोनों ऑफ हो जाते हैं और तुरंत OP002 भी ऑफहो जाता है इसलिए ऑफ होने में डिले नहीं होती है जबकि ON होने में कुछ डिले होती है इसीलिए इसे ON डिले टाइमर कहा जाता है तो आइए अब अन्य प्रकार के टाइमर देखें अब ऐसा करने से पहले हमें अभी करना है इसलिए हम एक ऑन डिले चाहते हैं आइए अब इस डिले के टाइमर का उपयोग हमारे डाई प्रेस उदाहरण में करें यह देखने के लिए कि क्या हम लैंप के नीचे जाने के बाद डिले डाल सकते हैं हम चाहते हैं कि अप सॉलोनॉइड डिले के बाद ऑन पर आगे बढ़ता रहेसही तो यहां हमारा है आप जानते हैं कि हमारे पहले के दो रुंग इस एक को छोड़कर हमारे पहले के समाधान के समान हैं मुझे क्षमा करें तो इसे छोड़कर सही तो अब यह क्या हो रहा है कि मान ले की डाउन सोलेनाइड ऑन था तो कनेक्शन इसरो थे और इस पॉइंट पर डाउन लैंप अचानक ऑन हो गया क्योंकि डाई ने डाउन लिमिट स्विच को दबाया तो उस समय जब डाउन लैंप ऑन होता है हम उसे ऑफ करते हैं और फिर डाउन सोलेनाइड नीचे चला जाता है अब पहले जब OP002 ऑफ है और MCS जोकि मास्टर स्विच है वह भी ऑफ हो जाते हैं शुरू में जब सप्लाई आ रहा था अब डाउन लैंप ऑन हो गया है तो तुरंत OP001 ऑन होगा जब OP001 ऑन है टाइमर इनेबल है और वह टाइमिंग कर रहा है तो कुछ डिले के बाद यह OP002 ऑन होता है और जब यह ऑन होता है अब एक सीधा रास्ताडायरेक्ट पाथ है और अप सोलेनाइड ऑन होता है और जब अप सोलेनाइड ऑन होता है तो फिर यह सामान्य ऑपरेशन शुरू होता है तो हमने क्या प्रदर्शित किया है कि हमने एक टाइमर रुंग डाला और अब वहां एक टाइम डिले है जोकि प्रीसेट रजिस्टर के वैल्यू द्वारा सेट किया जाता सकता है हम यहां डाउन लैंप ऑन होना और अप सोलेनाइड ऑन होना तो हम ने यह प्राप्त किया है तो अब हम अलग प्रकार के टाइमर देखेंगे उदाहरण के लिए ऑफ टाइमर तो ऑफ टाइमर ऑन डिले बिल्कुल ऑन डिले टाइमर जैसा है अंतर बस इतना है कि डिले ऑफ होता है तो उस समय जब इनपुट ऑन होगा तब आउटपुट भी ऑन होगा तो कोई डिले नहीं है लेकिन जब इनपुट ऑफ होता है तब आउटपुट कुछ डिले के बाद ऑफ होता है यह डिले हैं ठीक है और यहां प्रक्रिया वास्तव में देखी गई है यह एक शॉर्ट पल्स बनता है तो यह भी ऑन हो जाता है फिर जब यह ऑफ हो जाता है जब यह यहां से ऑफ हो जाता है तो यह डिले यहां शुरू होती है लेकिन डिले से पहले और फिर इस डिले के बाद यह ऑफ हो जाता है लेकिन इस मामले में इससे पहले यह डिले समाप्त हो सकती है वहाँ एक और है इसलिए यह फिर से बन जाएगा इसलिए यह गिर नहीं सकता क्योंकि डिले समाप्त नहीं हुआ है इसलिए यह जारी है और फिर इसके अंत में फिर डिले के बाद यह ऑफ हो जाता है तो मूल रूप से एक ही है लेकिन सिर्फ देरी पर एक बहुत ही समान ऑपरेशन है लेकिन केवल इस मामले में लागू होता है जब इनपुट ऑन से ऑफ हो जाता है तो आप इसे कैसे महसूस करते हैं ताकि इसका एहसास सरल हो जाए आप देखते हैं कि अब हमारे पास ऑफ डिले है इसलिए फिर से यह इनपुट ऑन हो जाता है इसलिए तुरंत OP001 ऑन हो जाता है जब OP001 पर जाता है तो आप IN001 देखते हैं यह पहले से ही रीसेट स्थिति में है इसलिए OP003 तुरंत ऑन हो जाता है यह हमारा आखरी आउटपुट है तो वहाँ जाने में कोई डिले नहीं है अब मान लीजिए और जब OP003 ऑफ हो जाता हैहम इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह लैच होता हैं अब कल्पना करें कि IN001 ऑफ हो जाता है इसलिए जब यह OP001 ऑफ हो जाता है जब यह ऑफ हो जाता है तो ये NC कांटेक्ट होते हैं इसलिए जब हर समय जब यह ऑन था तो यह OP002 0 पर रहता हैं अब जब यह 0 पर होगा तब तुरंत टाइमर टाइमिंग शुरू कर देगा और कुछ समय बाद यह हाईम बन जाएगाजब यह तुरंत ऑन हो जाता है जब यह ऑन हो जाता है तो यह ऑफ हो जाता है औरOP003 नीचे आ जाता है अब इसलिए OP003 ऑफ होने में डिले हो रही है तो यह एक बहुत ही सरल अहसास है जो कि हमने देखे हुए बेसिक टाइमर कंस्ट्रक्शन का उपयोग करके फिर से ऑफ टाइमर को ऑफ कर दिया है इसी तरह हम विभिन्न प्रकार टाइमर हो सकते हैं उदाहरण के लिए हम एक फिक्स्ड पल्स विड्थ टाइमर हो सकता हैं जहां हर बार इनपुट ऑन होने के बाद डिले होने के बावजूद आपको आउटपुट से एक निश्चित पल्स मिलेगा तो यहाँ यह हैयह एक ऑफ डिले टाइमर की तरह है हाँयह है कि हर बारजब इनपुट उच्च जाता है आउटपुट तुरंत उच्च और इनपुट के बावजूद जाता है केवल एक निश्चित समय के लिए रहता है और फिर नीचे आता है इसलिए यहां भी जब यह उच्च होता है तो यह उच्च होता है और यहां तक कि अगर यह बहुत नीचे आता है तो यह रहता है इसलिए यहां नीचे नहीं आता है लेकिन फिर भी यह नीचे आता है और यहाँ यह नीचे आता है लेकिन फिर भी यह नीचे नहीं आता है इसलिए हर बार जब आप एक ही पल्स विड्थ प्राप्त करते हैं तो हर बार यह एज इनपुट पर इस निरंतर एज में आती है आपको आउटपुट पर एक निश्चित पल्स मिलता है यह निश्चित है टाइमर के साथ पल्स और यह आपके लिए एक दिलचस्प अभ्यास होगा कि यह देखने के लिए कि मूल टाइमर निर्माण का उपयोग करके इसे कैसे महसूस किया जा सकता है तो यह आपके लिए विचार करने का एक विषय है अगला यह है कि हम फिर से टाइमर को दो तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं एक को रिटेंटिव टाइमर कहा जाता है दूसरे को नॉन रिटेंटिव टाइमर कहा जाता है तो एक नॉन रिटेंटिव टाइमर के लिए क्या होता हैयहाँ इनपुट देखें ऊपर जाता है इसलिए टाइम रजिस्टर बढ़ रहा है मान लें कि यह एक ऑन डिले टाइमर है कुछ समय के बाद क्या होता है इनपुट नीचे आता है अब सवाल इस पॉइंट पर है इसलिए यह निश्चित राशि तक पहुंच गया है यह उसके प्रीसेट मूल्य तक नहीं पहुंचा है तो अब सवाल यह है कि आधे का क्या होगा लेकिन इनपुट में कमी आई है तो इस पॉइंट पर टाइमिंग रेसिस्टर का क्या होगा तो नॉन रिटेंटिव टाइमरमें टाइमिंग रजिस्टर वॉल्यू शून्य पर रीसेट हो जाति है इसलिए हर बार जब आप एक और टाइमिंग सिग्नल प्राप्त करते हैं तो यह समय के विरुद्ध और इस समय में होता है क्योंकि इनपुट चरण एक से अधिक लंबे समय के लिए होता है इसलिए प्रीसेट मान तक पहुँच जाता है और जब यह टाइमर आउटपुट तक पहुंच जाता है तो टाइमर आउटपुट दबाया जाता है यहां देखें कि टाइमर आउटपुट दबाया नहीं है क्योंकि मेरा मतलब है कि रजिस्टर प्रीसेट रजिस्टर मूल्य से अधिक नहीं था तो इसे नॉन रेटेंटिव टाइमर कहा जाता है इसके विपरीत इसमें एक रिटेंटिव टाइमर होता है जो अब यहाँ अंतर पर ध्यान दें यहाँ भी जब इनपुट एक होता है और उसके बाद कभी कभी नीचे आता है तो इसलिए समय रजिस्टर वॉल्यू इसलिए समय रजिस्टर वॉल्यू इस पर आ गया यह वास्तव में प्रीसेट रजिस्टर को पार नहीं करता है इसलिए आउटपुट 0 पर बना रहता है जब यह इनपुट नीचे आता है तो इस समय भी समय रजिस्टर वॉल्यू नहीं खोया जाता है लेकिन इसे तब तक आयोजित किया जाता है जब तक इनपुट 0 होता है अगली पल्स के लिए यह पिछले मान से गिना जाता है इसीलिए यह इसकी टाइमिंग रजिस्टर वैल्यू को बरकरार रखता है यही कारण है कि इसे एक रिटेंटिव टाइमर कहा जाता है अंत में जैसे ही कुछ पॉइंट पर यह बढ़ता है अगले पल्स के लिए हो सकता है प्रीसेट रजिस्टर वैल्यू और उस वॉइस पर टाइमर उच्च ठीक है तो यह है यह शब्दार्थक या अर्थ है कि जिस तरह से रिटेंटिव टाइमर काम करता है